अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम अभी भी काईनेमेटिक्स के दायरे में हैं जो मोशन के कारक फोर्सेस पर विचार किए बिना मोशन को समझने के बारे में है लेकिन काईनेमेटिक्स के दायरे में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और पॉइंट पार्टिकल के विषय के अपने अनुमान को सुनिश्चित करेंगे तो अब तक हमने ऐसे पॉइंट पार्टिकल्स का अध्ययन किया है जिनकी रुपरेखा निर्दिष्ट करने योग्य कोई आकृति या आकार नहीं है सभी गतिशील प्रणालियाँ एवं हमारे चारों ओर मौजूद सभी बॉडीस पॉइंट पार्टिकल नहीं हैं हम समझना चाहते हैं कि रिजिड बॉडीज किस प्रकार से मूव करती हैं अब रिजिड बॉडी के विषय पर आते है रिजिड बॉडी क्या है हम इसे परिभाषित करेंगे चलिए एक रिजिड बॉडी के लिए मैं जल्दी से एक आरेख बनाता हु अगर मैं दो बिंदु लेता हूं और एक वेक्टरकी रचना करता हूं तो हम इस संकेतन का उपयोग B के पोजीशन वेक्टर जिसे A से देखा गया है के रूप में पढ़ने के लिए करेंगे तो इसके अनुसार रिजिड बॉडी की हमारी परिभाषा बॉडी में मौजूद सभी बिंदु AB के का मैग्नीट्यूड है अर्थात् मैं किसी भी दो कोनों में किन्हीं भी बिंदुओं की जोड़ी ले सकता हूं एक बिंदु का पोजीशन वेक्टर दूसरे बिंदु के संदर्भ में केवल दिशा में बदल सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड में नहीं A से देखे गए B के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपरिवर्तित है यह वास्तव में एक रिजिड बॉडी के लिए हमारी परिभाषा है तो हम इसे और अधिक गहराई से वर्णन करेंगे तो जो मैंने यहां दिखाया है ये एक ऑरिजिन है मैं इसे परिभाषित करके शुरू करने जा रहा हूं मैं ऑरिजिन से दो बिंदुओं को परिभाषित कर सकता हूं मैं इसे A और B कहूंगा और यह संकेतनहै इसलिए जब मैं इसेसे दर्शाता हूं तो यह B का पोजीशन वेक्टर है जिसे कि A से देखा गया है और इसमें एरो का अग्र भाग B की तरफ और पीछे का भाग A की तरफ होगा तो ये तीन वैक्टर और एक त्रिकोण बनाते हैं और मैं इन्हे के रूप में लिख सकता हूं तो बिंदु A के पोजीशन वेक्टर और B के पोजीशन वेक्टर जिसे A से देखा गया है का योग वैसा ही है जैसा कि बिंदु B का पोजीशन वेक्टर है अब वास्तव में मैंने जो किया है वह यह है कि मैंने इसे निर्दिष्ट नहीं किया है लेकिनयह B का पोजीशन वेक्टर है जिसे O से देखा गया है और A का पोजीशन वेक्टर है जिसे O से देखा गया है और O स्वयं एक फिक्स्ड पॉइंट है तो यह मूल रूप से वेक्टर योग का नियम है जब आप दो वेक्टर का योग करते हैं तो आप असल में पहले वेक्टर के पिछले भाग से दूसरे वेक्टर के अग्र भाग तक जाते हैं जिसे वास्तव में यह नियम दर्शाता है तोयदि अब मैं समय के सन्दर्भ में डेरीवेटिव लेता हूं तो में यूनिट वेक्टर है जो B से विपरीत दिशा में औरO की दिशा में संकेत कर रहा है इस मामले में हम राइट हैंड रूल पर जा रहे हैं तो असल में इसका क्या मतलब है यह B की एब्सोल्युट वेलोसिटी है और यह A की एब्सोल्युट वेलोसिटी है हम इस तीसरे भाग को थोड़ा और ध्यानपूर्वक देखने जा रहे हैं मैं इसे यहां हमारे पिछले संकेतन का पालन करते हुए निम्नानुसार लिखूंगा यह छोटा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है तो याद रखें कर्वीलीनियर कोआर्डिनेट सिस्टम्स में यूनिट वेक्टर सेट भी समय का फंक्शन होता हैं तो एक रिजिड बॉडी की हमारी मूल परिभाषा से हम पाते हैं कि इस भाग को 0 पर जाना है ऐसा इसलिए है क्योंकि रिजिड बॉडी अविरूपणीय है अर्थात् कि कोई भी दो बिंदु B और A एक दूसरे के संबंध में समान दूरी पर रहते हैं भले ही बॉडी के मोशन के साथ कुछ भी हो रहा हो तो अब हमारे पास जो एकमात्र पद है वह यह है जिसे द्वारा दर्शाया गया है यदि मैं बॉडी में दो बिंदु B और A लेता हूं यह देखते हुए कि इनके बीच की दूरी नहीं बदलती है केवल मोशन संभव हैवह यह है कि रेखा AB O के सापेक्ष घूर्णन करती है वास्तव में O के सापेक्ष ऐसी कोई चीज घूर्णन नहीं करती है केवल ऐसी ही एक चीज घूर्णन करती है अतः यदि रेखाखंड AB एंग्यूलर वेलोसिटी से घूर्णन करता है तो अब हमने जो पाया है वह B का r है मैं इसे थोड़ा और संक्षेप में के रूप में लिखूंगा तोयह O के फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में B की एब्सोल्यूट लीनियर वेलोसिटी है जिसे दो वेक्टर्स के योग द्वारा दर्शाया गया है इसे O के फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में A की एब्सोल्यूट लीनियर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एवं वेलोसिटी के एक टेंजेंसीयल घटक के योग द्वारा दिया गया है यहाँ रेखाखंड AB के एंग्युलर रोटेशन की दर है तो इसे देखते हुए यदि मैं एक रिजिड बॉडी लेता हूं यदि यह रेखाखंड AB एंग्युलर वेलोसिटी से घूर्णन कर रहा है तो आइए हम स्वयं से एक सवाल पूछें क्या एक अन्य रेखाखंड CD एक अलग एंग्युलर वेलोसिटी के साथ घूर्णन कर सकता है क्या इस एंग्युलर वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकता हम एक साधारण प्रयोग कर यह पता लगा सकते हैं कि क्या यह रेखाखंड अलग तरह से घूर्णन कर रहा है तो यदि मेरे पास दो रेखाखंड हैं और यदि यह रेखा खंड इस रेखाखंड के समान एंग्युलर वेलोसिटी के साथ नहीं घूम रहा था तो हमारे आरेख में इन दो बिंदुओं B और D के बीच की दूरी बदल जाएगी तो यदि बिंदुओं का प्रत्येक युग्म हमेशा एक दूसरे के संबंध में समान दूरी पर रहता है तो यह केवल तब ही संभव हो सकता है जब ये दो रेखाखंड AB और CD दोनों एक ही एंग्युलर वेलोसिटी से घूम रहे हों तो ध्यान में रखने वाली पहली बात यह है कि रिजिड बॉडी की एंग्युलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी के सभी बिंदुओं पर समान होती है यह रिजिड बॉडी के किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है मुझे लगता है कि यह काफी सरल है लेकिन इसे समझना और इस पर पकड़ बनाना महत्वपूर्ण है दूसरी बात यह है कि यह बिंदु किसके सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो मान लीजिये यदि मैं अब रेखाखंड AB को लेता हु जिस तरह से हमने इसे आरेखित किया है यदि रेखाखंड AB घूर्णन कर रहा है तो वास्तव में इसका अर्थ है कि B एंग्यूलर वेलोसिटी के साथ A के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो अगर पहले भाग के लिए हमने पाया कि क्या हो सकता है इसका उत्तर है नहीं को के बराबर या होना ही चाहिए जो AB की एंग्यूलर वेलोसिटी है तो जिस तरह से हमने इसे आरेखित किया है मान लीजिये यह हमें इस तरह का आभास देता है कि B A के चारों ओर एंग्युलर वेलोसिटी के साथ घूर्णन कर रहा है लेकिन अगर मैं अब उसी योजनाबद्ध आरेख में रेखाखंड CD पर वापस जाता हूं तो यह हमें आभास देता है कि D एंग्युलर वेलोसिटी के साथ C के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है मैं को हटाकर को शामिल करने जा रहा हूं क्योंकि हमने पाया कि को के बराबर होना चाहिए तो कम से कम योजनाबद्ध आरेख के अनुसार यह देखते हुए कि कोई बिंदु Bके साथ A के सापेक्ष घूर्णन कर रहा हैतो मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि मैं A पर होने के बजाय B पर एक प्रेक्षक के रूप में होता अगर मैं B पर एक प्रेक्षक के रूप में होता तो रेखाखंड AB कैसा होगा अगर मैं B पर होता तो मेरे फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में A ठीक उसी एंग्युलर वेलोसिटी के साथ इस दिशा में जा रहा होता तो अगर मैं A पर था B ऐसा प्रतीत होगा जैसे यह मेरे संदर्भ में एंग्युलर वेलोसिटी के साथ घूर्णन कर रहा है तो अगर मैं B पर होता A ऐसा प्रतीत होगा जैसे यह मेरे संदर्भ में एंग्युलर वेलोसिटी के साथ घूर्णन कर रहा है तो यह एक प्रकार का भ्रम है जिसमे आप पाते हैं कि आप रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ़ अटेंशन में हैं चाहे आप रिजिड बॉडी में कहीं भी हों इसे थोड़ा और समझाने के लिए आप खेल के मैदान का एक सरल उदाहरण ले सकते हैं मान लीजिए कि आप सभी एक हिंडोले पर बैठे हैं हिंडोला एक छोटी सी केंद्रीय धुरी के चारों ओर घूम रहा है लेकिन अगर मैं हिंडोले में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा होता और मैं उस व्यक्ति को अपने से 180 डिग्री व्यास पर ठीक सामने देखता हूं तो वह व्यक्ति ऐसा लगेगा जैसे वे घूर्णन कर रहे हैं वे मेरे फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में घूर्णन कर रहे हैं उस व्यक्ति को मेरे लिए ऐसा लगेगा कि मैं उसी एंग्युलर वेलोसिटी से घूर्णन कर रहा हूं वास्तव में एक्सल जो की मध्य में है अगर मैं एक्सल के सापेक्ष घूर्णन कर रहा था लेकिन मेरे फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स से एक्सल ऐसे लगेगा जैसे यह मेरे सापेक्ष घूर्णन कर रहा है भले ही खेल के मैदान पर खड़े प्रेक्षक की नजर में एक्सल फिक्स्ड हो लेकिन मेरी नजर में जहां मैं कुर्सियों में से एक पर बैठा हूं और एक्सल के चारों ओर जा रहा हूं मेरे फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में एक्सल ऐसे लगेगा जैसे यह मेरे सापेक्ष घूर्णन कर रहा है और इन सभी मोशन्स की एंग्युलर वेलोसिटी बिल्कुल समान है तो सारांश यह है कि बिंदु जैसी कोई चीज नहीं है जिसके सापेक्ष रिजिड बॉडी घूर्णन करती है रिजिड बॉडी में एंग्युलर वेलोसिटी होती है प्लेन काइनेमेटिक्स में जहाँ हम रिजिड बॉडी की वेलोसिटी को एक प्लेन तक सीमित कर रहे हैं एंग्युलर वेलोसिटी एक वेक्टर है जो प्लेन के अभिलंब इंगित होता है क्योंकि वेक्टर दिशा में नहीं बदलता है हम आमतौर पर स्केलर नंबर द्वारा उस एंग्युलर वेलोसिटी को दर्शाते हैं लेकिन पूर्ण 3 डायमेंशनल मोशन में एक रिजिड बॉडी की एंग्युलर वेलोसिटी एक पूर्ण वेक्टर होती है और वह वेक्टर किसी भी एक्सल या बिंदु से बंधा नहीं होता है जिसके सापेक्ष घूर्णन होता है वह उस रिजिड बॉडी की एंग्युलर वेलोसिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बिंदु पर आपका फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स या देखने वाला स्थित है तो हम वेलोसिटी के साथ यही सीखना चाहते हैं अब हम इससे आगे बढ़कर एक्सेलरेशन को देखना चाहते हैं वेक्टर के योग का वही नियम अभी भी कायम हैतो B का एक्सेलरेशन जैसा की मैंने कहा यह वास्तव में O से अघोषित फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स के रूप में देखा गया है लेकिनफिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में B का एक्सेलरेशन फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में A के एक्सेलरेशन और A द्वारा देखे गए B के एक्सेलरेशन के योग के बराबर है अब इस के दो भाग हैं तो मूल रूप से A द्वारा देखे गए B की वेलोसिटी के परिवर्तन की दर है और ये काइनेमेटिक संबंध हैं जो सामन्यतः यह बता रहे है एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरीवेटिव है और जब मैं ऐसा करता हूं तो हमने पाया कि प्लेन काइनेमेटिक्स में यह निम्नानुसार होता है

इसलिए जब मैं इसका विस्तार कर इसे सरल बनाता हूं यह जानते हुए कि समय का फंक्शन नहीं है यह केवल दो बिंदुओं B एवं A के बीच की दूरी है यह एक संख्या है

इस बिंदु का एक्सेलरेशन है तो मैं फिर एक बार रिजिड बॉडी को यहाँ आरेखित करता हूं मेरे पास एक बिंदु A है दूसरा बिंदु B है A द्वारा देखे गए B के इस एक्सेलरेशन के दो भाग हैं पहला भाग इस बिंदु के एंग्युलर एक्सेलरेशन से संबंधित है इस रेखाखंड AB का एंग्युलर एक्सेलरेशन और दूसरा एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है जिसे द्वारा दिया जाता है और वह दिशा में होता है तो इस के दो घटक हैं पहला घटक जो रेखाखंड AB के लंबवत है और दूसरा घटक B से A की ओर है और घटक जो B से A की ओर है उसका मैग्नीट्यूड रेखाखंड की लंबाई है रिजिड बॉडी की एंग्युलर वेलोसिटी है याद रखें कि यह रेखाखंड AB की एंग्युलर वेलोसिटी नहीं है इसलिए मैं इसे केवल रिजिड बॉडी की एंग्युलर वेलोसिटी के रूप में लिखने जा रहा हूं उन्हीं तर्कों के अनुसार जो मैंने दो रेखाखंड AB और CD के साथ एंग्युलर वेलोसिटी के लिए दिए थे वह भी रेखाखंड AB का एंग्युलर एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि यह पूरी रिजिड बॉडी का एंग्युलर एक्सेलरेशन है तो रिजिड बॉडी में प्रत्येक रेखाखंड एक ही एंग्युलर एक्सेलरेशन का अनुभव करता है यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सा बिंदु A है कौन सा बिंदु B है या कौन सा बिंदु वह बिंदु है जिसके सापेक्ष वह घूर्णन करता है जैसा कि मैंने कहावास्तव में बिंदु के जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके सापेक्ष एक फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में जिसे हम ले रहे है बॉडी घूर्णन करती है जहां तक रिलेटिव मोशन का सवाल है एक बिंदु B एक अन्य बिंदु A के सापेक्ष मूव कर रहा है और वह मोशन जिसमे A और B दोनों एक रिजिड बॉडी पर हैं उसमें केवल दो भाग हैं रेखाखंड AB एंग्युलर वेलोसिटी के साथ घूर्णन कर सकता है और रेखाखंड AB एक्सेलरेट कर सकता है और उस रिजिड बॉडी पर प्रत्येक रेखाखंड AB समान मैग्नीट्यूडके साथ एंग्युलर रूप में एक्सेलरेट करेगा तो यदि आप वेलोसिटी ट्रायंगल पर वापस जाते हैं और यदि आप इसे देखते हैं तो रेखाखंड AB में एकमात्र मोशन संभव है जो घूर्णन है इस भाग में रेखा AB के अनुदिश यूनिट वेक्टरकी तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब है ऐसा इसलिए है क्योंकि रेखाखंड स्वयं लंबा नहीं हो सकता है यदि A के सापेक्ष B की वेलोसिटी में AB के अनुदिश एक घटक है तो इसका स्वतः ही अर्थ है कि रेखाखंड AB या तो लंबाई में बढ़ रहा है या घट रहा है जिसकी अनुमति नहीं है इसलिए A के सापेक्ष B की एकमात्र वेलोसिटी संभव है जहां यह B रेखाखंड AB के लंबवत गतिशील है इस दिशा में कोई मोशन नहीं हो सकता है लेकिन जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है यदि आप इस एक्सेलरेशन को देखें तो के साथ दो पद शामिल हैं इस प्रथम पदका संबंध रेखाखंड AB में B के रोटेशनल एक्सेलरेशन से हैजो इसे या रिजिड बॉडी के रोटेशनल एक्सेलरेशन या स्वयं रिजिड बॉडी के एंग्युलर एक्सेलरेशन को कहने का अधिक सटीक तरीका है दूसरा भाग वास्तव में A की ओर B के एक्सेलरेशन का एक घटक है तो इसे याद रखें मेरे पास एक रेखाखंड AB है यदि यह B है और यह A है तो इस दिशा में B की A की तरफ या A से दूर कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती लेकिन B का वास्तव में A की तरफ एक एक्सेलरेशन है A की तरफ B के उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसकी लंबाई है इस रेखाखंड AB की लंबाई गुणितहै अतः दिए गए बिंदु A से देखे गए प्रत्येक बिंदु B प्रेक्षक की ओर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करता है इसका मतलब यह नहीं है कि रेखाखंड छोटा हो रहा है रेखाखंड का छोटा होना A की तरफ B की वेलोसिटी से आता है A की तरफ B की कोई वेलोसिटी नहीं है B की ओर वेलोसिटी करने का मतलब यह नहीं है कि रेखाखंड छोटा हो रहा है मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक्सेलरेशन की इस अवधारणा को स्पष्ट करें क्योंकि मुख्यतः हमें वेलोसिटी की समझ है आमतौर पर एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है तो यह रिजिड बॉडी के घूर्णन रिजिड बॉडी के प्लैनर काईनामेटिक्स के बारे में हमारी चर्चा को यहाँ विराम देता है हम उदहारण के लिए एक प्रश्न लेंगे जहां हम रिलेटिव एक्सेलरेशन के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे धन्यवाद